एंटीना पर NPTEL कोर्स के इस 40वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम एंटीना मेजरमेंटस देखेंगे पिछले 39 लेक्चर के लिए हमने एंटीना को एनालाइज करने के लिए विभिन्न एनालिटिकल तरीकों को देखा है हमने एंटेना एनालिसिस सिंथेसिस आदि के लिए कई न्यूमेरिकल तकनीकों की मदद भी ली है अक्सर कई एंटेना उनके जटिल स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेशन मेथड के कारण एनालिटिकल रूप से जांच नहीं की जा सकती है इसलिए हालांकि उस प्रकार के एंटेना दिन प्रतिदिन गिर रहे हैं क्योंकि विभिन्न आधुनिक एनालिसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस उपकरण जैसे CST माइक्रोवेव स्टूडियो और अन्य मोमेंट मेथड या फाइनाइट एलिमेंट मेथड आदि या FDTD या FTD पर आधारित हैं इसलिए उन्हें विकसित किया गया है इसलिए यह विभिन्न स्ट्रक्चर करती हैं लेकिन फिर भी कुछ मामलों में जैसे कि एक उदाहरण मैं यह दे सकता हूं कि मेटामेटीरियल लेंस वाला यह UWB एंटीना वर्तमान में यह किसी भी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण के साथ एनालाइज नहीं किया जा सकता है इसलिए यह प्रकार हमेशा नए विकास के साथ है कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो चीजों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं तो इसीलिए हमेशा हमें एक इंजीनियर के एंटीना की आवश्यकता होती है इंजीनियर को पता होना चाहिए कि एंटेना को विभिन्न पैरामीटरज़ महत्वपूर्ण रेडिएशन पैरामीटरज़ को कैसे मापना है और यह भी आवश्यक है क्योंकि एनालिसिस से आप जो भी उपकरण या अपने आप से प्राप्त कर रहे हैं जो भी मेजरमेंटस के साथ मान्य करने की आवश्यकता है तो एंटीना पैरामीटरज़ को मापना एक महत्वपूर्ण बात है लेकिन किसी भी माइक्रोवेव माप की तरह इस एंटीना माप में कुछ कमियां या कुछ निश्चित ऐरर और कुछ कंपलेक्सिटीज़ भी होती हैं उस में से एक है मान लीजिए कि मैं पैटर्न को मापना चाहता हूं अब एंटीना की दूरी को 2D स्क्वायर बटा लैम्ब्डा में डालने की आवश्यकता है अब अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे कुछ मिलेगा और अगर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि निकट क्षेत्र में माप लिया गया है तब मुझे कुछ गलत पैटर्न मिलेगा तो यह वह चीज है कि क्या हम वास्तव में फार फील्ड में हैं या नहीं जिस पर जोर देने की आवश्यकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीना क्या है जो एंटीना आकार में रेडिएट हो रहा है वेवलेंथ भी इसके अलावा कई मामलों में एंटीना को ऑपरेटिंग वातावरण से मापने के पक्ष में हिलाना इमप्रैक्टिकल है मैं उदाहरण ले सकता हूं मान लीजिए कि आप एक जहाज वहन करने वाले एंटीना को मापना चाहते हैं अब यदि आप इसे जहाज से और माप लेते हैं तो इसमें कुछ अलग रेडिएशन की विशेषता होगी तो इसमें ऑपरेटिंग वातावरण है क्योंकि म्यूचल कपलिंग और अन्य चीजों की निकटता आदि के लिए लेकिन आप नहीं आ सकते हैं और माप की चीजों में डाल सकते हैं लेकिन लोग उस पर काबू पा चुके हैं की कैसे करना है लेकिन अभी भी ये सभी चुनौतियां हैं फिर आज बाहर एक स्वच्छ वातावरण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह मोबाइल फोन हैं हर जगह विभिन्न संचार हैं इसलिए हमेशा आपको आउटडोर कुछ इंटरफेयरिंग संकेत मिलते हैं एक ही समस्या इनडोर में होती है आपके पास वास्तव में एक फार फील्ड की रेंज के लिए इतनी जगह नहीं है तो जाहिर है कि माइक्रोवेव माप के प्रयोगों इसके इंस्ट्रूमेंटेशन काफी महंगा है तो ये सभी समस्याएँ हैं लेकिन हम देखेंगे कि लोगों ने इससे उबरने के लिए कुछ विशेष तकनीकें विकसित की हैं जिनमें से एक यह है कि एक तकनीक है जो आप निकट फील्ड में कुछ एंटीना को मापते हैं आप इसे सिग्नल प्रोसेसिंग द्वारा कर सकते हैं आप फार फील्ड परिवर्तन के लिए एक निकट फील्ड प्राप्त कर सकते हैं और आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फार फील्ड क्या है तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है तो आप रिफ्लेक्टर का उपयोग कर सकते हैं और प्लेन वेव्स बना सकते हैं क्योंकि वास्तव में फील्ड में हम मानते हैं कि जो वेव्स एंटीना पर आ रही हैं वे प्लेन वेव्स हैं अब प्लेन वेव्स बनाने के लिए आपको काफी दूरी तय करनी होगी लेकिन आप हमारे पैराबोला रिफ्लेक्टर जैसे रिफ्लेक्टर बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्टर बहुत उच्च गुण वाले रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में आप प्लेन वेव्स डाल सकते हैं जिन्हें कॉम्पैक्ट रेंज कहा जाता है इसी तरह लोगों ने इंटरफेरेंस की समस्या भी की है लोगों ने एनीकोएक चैंबर बनाए हैं ताकि कोई बाहर की एको न आए कोई भीतर की एको न आए तो ये विभिन्न चीजें हैं जिन्हें हम देखेंगे पहला जहां माप होते हैं उन्हें एंटीना रेंज कहा जाता है एंटीना मेजरमेंटस आमतौर पर लिया जाता है इसलिए उन्हें रेंज कहा जाता है अब सामान्य तौर पर दो प्रकार की रेंज होती हैं एक रिफ्लेक्शन रेंज होती है दूसरी फ्री स्पेस रेंज होती है हम डायग्राम को देख सकते हैं यह रिफ्लेक्शन रेंज है आपके पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है आमतौर पर लॉक पीरियोडिक एंटेना ऊंचाई पर एक अच्छे उम्मीदवार होते हैं और उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई ऊंचाई में आप एंटीना प्राप्त करते हुए संचारित होते हैं और आप देखते हैं ग्राउंड रिफ्लेक्शन रेंज सरफेस से तो डायरेक्टरी और रिफ्लेक्टेड किरण दोनों वे एक साथ यहां जाते हैं इसलिए एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और इसके द्वारा आप पैटर्न को मापते हैं तो इसे रिफ्लेक्शन टाइप रेंज कहा जाता है तो यह वास्तव में उचित डिजाइन द्वारा यहां एक जगह बनाता है यह परीक्षण एंटीना के क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है जिसे काफी क्षेत्र भी कहा जाता है इसलिए जमीन से आए हुए स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शनज़ का उपयोग यहां किया जाता है अब एक अन्य प्रकार की रेंज हैं जिन्हें फ्री स्पेस रेंज कहा जाता है तो फ्री स्पेस रेंज में आप मान लेते हैं कि प्लेन वेव्स आ रही हैं तो एक बात यह है कि आप इस तरह की उंची रेंज रख सकते हैं आप सोर्स एंटीना और टेस्ट एंटीना देखते हैं और बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए इसके अलावा आप देखते हैं कि ग्राउंड टैरीयन होनी चाहिए चिकनी होनी चाहिए और टैरीयन से वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए तो सोर्स एंटीना रोशन है और टेस्ट एंटीना मिल रहा है लेकिन आजकल ऊंची इमारतों आदि के साथ इन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है पहले कई जगहों पर लोगों के पास इसके लिए एंटीना रेंज होते थे लेकिन आजकल यह बात आम तौर पर चली गई है इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं वे सलॉनट रेंज बनाते हैं इसलिए सलॉनट रेंज में आपके पास एक टॉवर पर रखा गया टेस्ट एंटीना है और सोर्स एंटीना एक टॉवर पर नहीं है यह ग्राउंड पर है और उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए हैं आप स्पेक्युलर रिफ्लेक्शनज़ को हटाते हैं अब सलॉनट रेंज बेहतर स्थान का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके लिए आपको बहुत बड़े टॉवर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें ऊंचाई का मामला है फिर लोग सामने आए हैं जैसा कि मैंने कहा एक कॉम्पैक्ट रेंज के साथ कॉम्पैक्ट रेंज में टेस्ट एंटीना को ऑफसेट रिफ्लेक्टर की फीड के रूप में रखा जाता है और इस फीड को रेंज रिफ्लेक्टर में डाल दिया जाता है यह एक बहुत ही उच्च गुण वाली प्रेसीशन है यह वास्तव में RMS ऐरर है जैसा कि हमने देखा है जब हमने पैराबोलॉयड बात पर चर्चा की थी कि RMS ऐरर बहुत छोटी है इसलिए इन पर रिफ्लेक्शन के बाद यह एक प्लेन वेव बन जाता है तो अब आप टेस्ट एंटीना रख सकते हैं यह यहां है और आप अपनी चीजें बना सकते हैं तो यह एक फ़ीड एंटीना है जो रोशन है और बहुत कम जगह के भीतर आप इसके द्वारा प्लेन वेव्स बना सकते हैं तो यह टेस्ट एंटीना यहां से रोशन हो जाता है लेकिन ये काफी महंगे हैं लेकिन आधुनिक विमानन उद्योग फिर मिसाइल उद्योग आदि फिर विमान उद्योग उनके पास इस प्रकार की रेंज हैं फिर आपके पास एनीकोएक चैंबर्स हैं एनीकोएक चैंबर्स का मतलब है आप पूरे में एब्जॉर्बरज़ लगाते हैं और फिर आपके पास एक सोर्स है और आंतरिक रूप से आप यहां से देखते हैं साइड की दीवारों से रिफ्लेक्शनज़ हैं तो यह इतना डिज़ाइन किया गया है कि सभी रिफ्लेक्शनज़ कंस्ट्रक्टिवली एक साथ आते हैं इन एनीकोएक चैंबर्स को कभी कभी अर्ध एनीकोएक चैंबर्स भी कहा जाता है वास्तव में यदि आपके पास माना जाने वाला ग्राउंड रिफ्लेक्शन नहीं है तो इसे अर्ध एनीकोएक कहा जाता है लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड रिफ्लेक्शन है जो एक पूर्ण एनीकोएक चैंबर है तो इसमें एक रैक्टेंगुलर आकार हो सकता है और हमेशा एक काफी जोन बनाया जाता है जहां आपको यहां अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है तो उस जोन में आमतौर पर 3 मीटर से 3 मीटर या 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी पर 3 मीटर है ताकि वास्तव में चीज की एक विशेषता हो अब यह RF एब्जॉर्बरज़ वे काफी महंगे हैं और उनका आकार वास्तव में महत्वपूर्ण है वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि वे वजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो वे बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं और बाहर भी एक मैटालिक एंक्लोजर है ताकि बाहर से कोई इंटरफेरेंस न आता हो अब सोर्स आमतौर पर एक वाइडबैंड सोर्स है जैसा कि हम कह रहे हैं कि TEM हॉर्न UWB एप्लीकेशनस के लिए एक विशिष्ट सोर्स है तो अब आपके पास यह हो सकता है एक ये है कि एनीकोएक चैंबर्स प्रोलिफरेटेड किए गए हैं विभिन्न छोटे एस्टेब्लिशमेंटस में भी यह एनीकोएक चैंबर्स हैं इसके अलावा एक टेपरड एनीकोएक चेंबर है इसलिए यहां आप उस साइड रिफ्लेक्शन को देखते हैं इस टेपरिंग के कारण नहीं आते हैं इसलिए यह जगह को और अधिक कुशलता से उपयोग करता है अब ये कुछ ऑब्जर्वरज़ हैं वास्तव में यह एक छोटी सी जगह में GTEM सेल की एक और बात है यदि आप एक प्लेन वेव बनाना चाहते हैं तो वह GTEM सेल GHz इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल है वे आपको बहुत कम ज़ोन में प्लेन वेव्स या TEM वेव्स भी देते हैं जो कि उनका काफी ज़ोन है तो यह भी प्रयोगशाला के अंदर टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो अन्यथा एनीकोएक चैंबर्स को एक अलग इमारत पर रखा जाता है या उसके लिए एक अलग कमरे की आवश्यकता होती है जबकि UC लैब टेबल पर आप GTEM सेल भी कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास स्पेस का भंडार है तो यह केवल मेटल की चीज है मुख्य बात यह है कि डिजाइन वास्तव में है यह एक ट्रांसमिशन लाइन आधारित डिजाइन है लेकिन यहां GHz माइक्रोवेव चीजों का टेस्ट किया जा सकता है अंदर कुछ ऑब्जर्वरज़ लगाए जाते हैं क्योंकि सभी डिजाइन चीजों के बावजूद यदि कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आती हैं या गैर प्लानर वेवज़ आती हैं तो वह एब्जॉर्ब हो जाती है अब यह एक उदाहरण है जिसे आप देख रहे हैं एक कार को भारतीय लैबज़ में से एक में टेस्ट किया जा रहा है आपके पास पूरी कार हो सकती है ताकि यह घुमा सके और कई आधुनिक एनीकोएक चैंबर्स में भी आपको रोटेशन की आवश्यकता नहीं है वास्तव में यहाँ सेंसरज़ भर में हैं और वे सेंसिंग कर रहे हैं तो उस जानकारी को देने के लिए किस रोटेशन का उपयोग किया गया था आप सेंसर से प्राप्त कर सकते हैं ये सेंसर फिर से काउंसिल हैं ताकि कोई रिफ्लेक्शन आदि वहां से न आए तो वे सेंसिंग कर रहे हैं और कहीं एक सोर्स है तो आप एक मिसाइल के कुछ नाक कोन या कुछ विमान देखते हैं जो टेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ एक रोटर है मेरा मतलब है एक स्टैंड है जो रोटेट हो सकता है तो यह विभिन्न चीजों का उदाहरण है अब हम पहले ही देख चुके हैं कि इन चैंबर्स या एंटीना रेंज में मेजरमेंट की चीजों में से एक पहली चीज है हम एक पैटर्न मेजरमेंट करना चाहते हैं तो पैटर्न मेजरमेंट के लिए हमने देखा है कि सफैरिंकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता है और मूल रूप से यह एक 3D पैटर्न है लेकिन आम तौर पर हम मुख्य प्लेन पैटर्न में रुचि रखते हैं इसलिए हम कुछ निश्चित रखते हैं आइए हम कहते हैं कि phiजैसा कि हम आगे बढ़ते हैं वह देता है यह एक एलिवेशन पैटर्न का एक उदाहरण है इसलिए थीटा के विभिन्न वैल्यूज़ के लिए आप इस पैटर्न को प्राप्त कर सकते हैं दूसरा यदि आप कुछ थीटा को ठीक करते हैं जिसके आधार पर आप जिस मुख्य प्लेन में रुचि रखते हैं और यदि आप इसे phi में भिन्न करते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसे एक प्लेन कहा जा सकता हैअज़ीमुथ प्लेन इक्वेटर एक है या अन्य स्थानों में भी है तो यह ज्योमेट्री है वास्तव में हम पहले ही थीटा पर चर्चा कर चुके हैं अब यहां एक विशिष्ट एंटीना रेंज मेजरिंग सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन आप देखते हैं कि आपके पास एक टेस्ट एंटीना है फिर इस चीज को टेस्ट पोजिशनर कहा जाता है इसका काम थीटा phi के साथ रोटेट करना है वास्तव में दूरी ज्ञात है तो उस पिछले ज्योमेट्री में आप देखते हैं कि R निश्चित है अब केवल थीटा और phi को वेरिएबल होने की जरूरत है इसलिए थीटा phi को अलग करने में सक्षम होने के लिए एक पोजिशनर की जरूरत है इसलिए पोजिशनर को कुछ सर्वो मैकेनिज़म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए पोजिशनर्स हैं जो या तो थीटा प्लेन में मूव किए जा सकते हैं या phi प्लेन में भी मूव किए जा सकते हैं यह उस टेस्ट एंटीना से है जिसे आप रिसीवर प्राप्त कर रहे हैं फिर स्थिति नियंत्रित हो रही है तो टेस्ट संकेतक उस पैटर्न में दे रहा है जो ऑटोमेटिकली यहां दर्ज किया जा रहा है यह पक्ष सोर्स एंटीना सोर्स सिग्नल है इसलिए यह एक विशिष्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है ऊंचाई वाले पोजिशनर पर अज़ीमुथ तो यहाँ यह थीटा रोटेशनल एक्सिस को घुमा सकता है यह phi रोटेशनल एक्सिस है तो इनको ऊंचाई पोजिशनर पर अज़ीमुथ कहा जाता है या अगर हम अज़ीमुथ पर ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पहले आपको अज़ीमुथ को मूव करना होगा तब यह ऊंचाई पर जाएगा तो आप इस प्रकार की चीज देखें इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि गियर आदि हैं और इसके द्वारा यह इस स्थिति में आ सकता है तो ये आजकल उपलब्ध हैं या आप अपना खुद का भी बना सकते हैं अगर आपके पास पैसे की कमी थी विशेष रूप से एकेडमीयां में हम इस प्रकार की चीज़ों को अपने दम पर बनाते हैं अब पैटर्न के अलावा हम देखेंगे कि वास्तव में एनालिसिस तकनीकों में क्या रुचि है हमने यह देखा है एक रेडिएशन पैटर्न से हम 3D बीम चौड़ाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं यदि दो प्रमुख प्लेन में हमें बीम चौड़ाई मिलता है तो इससे हम बना सकते हैं लेकिन एक और दिलचस्प बात एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर लाभ मिल रहा है एक एंटीना के लाभ लाभ को हमने एक फंक्शन थीटा phi के रूप में परिभाषित किया है लेकिन अधिकतम रेडिएशन आमतौर पर हम इसे लाभ कहते हैं तो लाभ मेजरमेंट के लिए हम मानते हैं कि यह स्ट्रक्चर है और इससे पहले विभिन्न लाभ मेजरमेंट विकल्प हैं इसलिए हम इसका उल्लेख करेंगे लेकिन अब हम देखेंगे कि रेंजिंग रेंज को कैसे मापा जाता है हमने फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन देखा है अब दो प्रकार के लाभ मेजरमेंट हैं एक को ऐबसोल्यूट गेन कहा जाता है ऐबसोल्यूट गेन मेजरमेंट एक अन्य तकनीक भी है जिसे ट्रांसफर गेन मेजरमेंट या गेन तुलना कहा जाता है जिसे ट्रांसफर गेन भी कहा जाता है अब हम उनके द्वारा एक पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है हर किसी को यह पता होना चाहिए कि यह कैसे करना है इसलिए पहले मैं ऐबसोल्यूट गेन की बात करूंगा अब ऐबसोल्यूट गेन मेजरमेंट अब एंटीना है जिसका लाभ अज्ञात है आप मापना चाहते हैं यदि आपके पास दो खोज समान एंटेना हैं तो हम दो समान एंटीना तकनीक लेते हैं तो इस तकनीक में हम मानते हैं कि पोलराइजेशन का मिलान किया जाता है इसका मतलब है कि फिर से इस डायग्राम का उल्लेख है कि पोलराइजेशन का मिलान किया जाता है और अधिकतम डायरेक्शनल ट्रांसमिशन और रेडिएशन के साथ गठबंधन किया जाता है तो उस समय हमने फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन से देखा है अंततः हमें पता चलता है कि Pr बटा प्राप्त पावर बटा प्राप्त एंटीना बटा पावर ट्रांसमिटेड होती है इसलिए उनके पास यह संबंध 4 pi R पूरे स्क्वायर Got Gor है इसलिए जहां यह अधिकतम गेन है यह सब गठबंधन है अब यह ट्रांसमिटिंग गेन है ट्रांसमिटिंग एंटेना गेन कर रहा है इसे प्राप्त एंटेना गेन है अब यह इक्वेशन यदि हम dB में परिवर्तित करते हैं तो हम Got dB प्लस Gor dB को 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Pr बटा Pt के बराबर लिख सकते हैं अब दो समान एंटीना का अर्थ है मेरा Got और Gor समान हैं तो अगर ऐसा है तो मेरे पास Got dB के बराबर Gor dB होगा जो इस आधे 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Pr बटा Pt के बराबर है तो इस मेथड में आप देखते हैं मैं आसानी से माप करके गेन प्राप्त कर सकता हूं मेजरमेंट की चीजें क्या हैं मुझे मापने की आवश्यकता है एक R है दोनों के बीच की दूरी क्या है फिर लैम्ब्डा क्या है इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है और इस रेशों Pr बटा Pt को किया जा सकता है इसका मतलब है यहाँ आवश्यकता है अज्ञात एंटीना समान जोड़े में उपलब्ध होना चाहिए अब अगर वह नहीं है तो हमारे पास तीन एंटीना मेथडज़ हैं तो इसका मतलब है मान लें कि a एक एंटीना है जो अज्ञात है मुझे दो और एंटेना की आवश्यकता है उनका नाम b है और दूसरा नाम c है अब मुझे b और c का गेन भी जानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे तीन एंटेना की आवश्यकता है इसलिए वास्तव में तीन मेजरमेंटस किए जाने चाहिए एक वही मेजरमेंट है जैसा कि हमने 'ab 'के लिए किया है पहले मैं 'ab' की एक जोड़ी बनाऊंगा इसका मतलब है कि 'a ' ट्रांसमिटिंग कर रहा है और' b 'प्राप्त कर रहा है इसलिए मैं जो इक्वेशन लिख सकता हूं वह है Ga का गेन a एंटीना प्लस Gb dB 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Prb बटा Praके बराबर है तो मैं ac जोड़ी बनाऊंगा यह ट्रांसमिट होता है यह प्राप्त होता है इसलिए मैं Ga dB प्लस Gc dB को 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Prc बटा Pra के बराबर कर सकता हूँ और फिर मैं bc की जोड़ी बनाऊंगा तो Gb dB प्लस Gc dB 20 log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Prc बटा Prb है अब आप R लैम्ब्डा और इन तीन रेशों Prb Pra Prc Pra और Prc Prb को मापते हैं आप देखते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो सब कुछ ज्ञात है यह तीन अज्ञात में तीन इक्वेशन हैं इसलिए इसे हल किया जा सकता है तो आप सभी Ga Gb Gc अज्ञात एंटीना चीज़ प्राप्त कर सकते हैं केवल एक चीज जो आपको इस पावर रेशों मेजरमेंट और क्षमता की आवश्यकता होगी तो आप कर सकते हैं अब मैं एंटीना मेजरमेंट या गेन तुलना के गेन ट्रांसफर मेथड नामक एक और अधिक लोकप्रिय मेथड पर आता हूं वास्तव में इसके लिए केवल एक अज्ञात एंटीना की आवश्यकता होती है किसी भी एंटीना गेन को मापा जा सकता है केवल आपको एक ज्ञात गेन एंटीना की आवश्यकता है तो वास्तव में स्टैंडर्ड एंटेना होते हैं स्टैंडर्ड एंटेना आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं एक या तो एक डायपोल है एक आधा वेवलेंथ डायपोल है इसका गेन 21 dB या हॉर्न एंटीना है आपने देखा है कि किसी भी आवश्यक गेन को पाया जा सकता है तो हॉर्न के डायमेंशन को मापना आप हमेशा पा सकते हैं इसलिए ये मुख्य रूप से स्टैंडर्ड एंटीना हैं तो आपको इनको मापने के लिए एक स्टैंडर्ड एंटीना होना चाहिए तो क्या किया जाता है यह एक बहुत ही सरल प्रयोग है इसलिए स्टैंडर्ड एंटीना की आवश्यकता होती है तो आप जानते हैं कि यह गेन है अच्छी तरह से बता दें कि Gs स्टैंडर्ड एंटीना गेन है अब अज्ञात एंटीना के लिए मैं टेस्ट एंटीना कह रहा हूं और यह गेन है आइए हम कहते हैं G टेस्ट तो आप इसमें दो मेजरमेंटस करते हैं आप पिछले मामलों में देखते हैं आपको R लैम्ब्डा और इन रेशों को मापने की आवश्यकता है केवल दो मेजरमेंटस वास्तव में एक ही चीज के उपकरण हैं जिनमें एक बहुत ही ट्रांसमिटिंग प्राप्त करने वाला एंटीना है अब प्राप्त करने वाला एंटीना पहले आप यहां रखते हैं इसलिए पहले मेजरमेंट समय में आप एंटेना प्राप्त करने वाले रिसीवर के रूप में टेस्ट एंटीना डालते हैं एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होना चाहिए आपको उसे छूना नहीं चाहिए एक व्यवस्था है कि उन सभी चीजों के बीच एक दूरी है अब यहां आप प्राप्त पावर को मापते हैं भले ही आपके पास पावर मीटर न हो आप केवल प्राप्त एंटीना से पावर लेते हैं और इसे VSWR मीटर के माध्यम से मापते हैं और यह एक मैच लोड से जुड़ा होता है ताकि इससे कोई रिफ्लेक्शन न हो तो आप कुछ डालते हैं वास्तव में यदि आपके पास पावर मीटर है तो आप उपयोग कर सकते हैं अन्यथा आप VSWR मीटर भी डाल सकते हैं और ध्यान दें कि यह कहां चीज दे रहा है इसलिए प्राप्त पावर को मापें मैं इसे Ptest को एक मैचड लोड में कहता हूं अब कुछ भी नहीं बदला जाना चाहिए केवल टेस्ट एंटीना को बदलें और इसे स्टैंडर्ड एंटीना के साथ बदलें तो रिसीवर के रूप में स्टैंडर्ड एंटीना फिर से आप एक ही चीज को मापते हैं तो P मैं Ps कह रहा हूं अब आप देखते हैं कि वे दो इक्वेशन क्या बन गए हैं इसलिए मैं Gt dB प्लस Gtest dB लिख सकता हूँ 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Ptest बटा Pt और Gt dB प्लस Gs dB हैं 20log10 4 pi R बटा लैम्ब्डा प्लस 10log10 Ps बटा Pt तो आप बस इस इक्वेशन को घटाते हैं जो आपको मिलता है Gtest dB है Gs dB प्लस 10log10 Ptest बटा Ps यही सब है इसलिए सब कुछ जान लीजिए तो आप अज्ञात चीज का पता लगा सकते हैं इसलिए यह गेन ट्रांसफर मेथड है इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी गेन प्राप्त करने में सक्षम होंगे अगले फिर से डायरेक्टिविटी आप हमेशा माप सकते हैं तो अगला डायरेक्टिविटी की मेजरमेंट है क्योंकि गेन मेजरमेंट डायरेक्टिविटी को भी मापने की आवश्यकता है तो डायरेक्टिविटी आप दो प्रिंसिपल प्रिंसिपल E प्लेन और प्रिंसिपल H प्लेन पैटर्न लेते हैं और इस पैटर्न से आप आसानी से पता लगा सकते हैं मैं बीमविड्थ 3dBE लिखूंगा आइए हम कहते हैं कि यह रेडियन में है इसी तरह मैं रेडियन में बीमविड्थ 3dBH का पता लगा सकता हूं अब आप हमेशा कह सकते हैं कि बीम सॉलिड एंगल जिसका अर्थ है मुख्य बीम यह कुछ भी नहीं है लेकिन आम तौर पर इसे एंटेना कहा जाता है तो यह इन दोनों का उत्पाद है वास्तव में हॉर्न के लिए हमने इसका उपयोग रेडियन में किया है इसलिए 4 pi बटा सिग्मा A डायरेक्टिविटी क्या है आप आसानी से पा सकते हैं अब यदि रेडियन के बजाय आपके पास डिग्री है तो यह आप आसानी से बदल सकते हैं अब अगले एक बार मुझे यह पता चल गया है तो किसी भी एंटीना की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रेडिएशन एफिशिएंसी है मुझे लगता है कि हमारे देश में लोग इस बारे में बहुत अनजान हैं और इनको कैसे मापना है लोगों को पता नहीं है इसलिए मैं कहूंगा कि रेडिएशन एफिशिएंसी क्या है हमने पहले ही इसे परिभाषित किया है अब यह और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्टिविटी द्वारा प्राप्त गेन होता है जहां अधिकतम रेडिएशन की दिशा में तो हम जानते हैं कि गेन को कैसे मापें हम जानते हैं कि डायरेक्टिविटीको कैसे मापें इसलिए हम यह जान सकते हैं इसके अलावा हमने बेसिक पैरामीटरज़ पर चर्चा करते हुए देखा है कि एंटेना रेडिएशन रेजिस्टेंस और एंटेना नुकसान रेजिस्टेंस सरल एंटेना वे सीरीज में आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीजों में वे नहीं हैं इसलिए आप उन कॉम्प्लिकेटेड मामलों में माप सकते हैं अन्यथा ये रेडिएशन एफिशिएंसी भी यदि आप रेडिएशन रेजिस्टेंस जानते हैं तो उस समय भी हमने इस Rr को निकाला है कि यह RL प्लस Rr है अब सवाल यह है कि यह RL का माप कई मामलों में इतना आसान काम नहीं है विशेष रूप से डिपोल आदि के लिए एनालिटिकली लोगों को पता चला है कि अच्छी चीजें हैं लेकिन अन्यथा यदि आप इसे मापना चाहते हैं तो एक तकनीक है विशेष रूप से आजकल प्लेनर एंटेना के साथ यह RL ढूँढना मुश्किल है क्योंकि प्लानर एंटेना में डायइलेक्ट्रिक और साथ ही कंडक्टर भी है इसलिए वहां उस RL को मॉडल कैसे करें तो सरल एंटेना के लिए एक मेथड है वास्तव में आजकल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ यह रेडिएशन एफिशिएंसी आप पता लगा सकते हैं यह एक बात है मैं देखता हूं कि विभिन्न सम्मेलनों में लोग कागज पेश करते हैं लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि इसे मापा जा सकता है लेकिन यह वास्तविक प्रमाण है कि रेडिएशन एफिशिएंसी इस बात का प्रमाण है कि एंटेना रेडिएट कर रहा है रेडिएशन पैटर्न नहीं गेन भी नहीं गैर रेडिएटिंग चीज़ भी कुछ स्थानिक गेन हो सकती है लेकिन अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूंगा एक मेथड जो इस प्लानर एंटेना के लिए व्हीलर द्वारा सुझाया गया था छोटे एंटेना यह एक अनुमानित मेथड है लेकिन बहुत उपयोगी मेथड है इसे व्हीलर कैप मेथड कहा जाता है अन्य तकनीकें भी हैं कुछ वेवगाइड तकनीक आदि मैं उस तरह से नहीं जा रहा हूं इसलिए यह विचार नुकसान है यह RLकरंट का एक फंक्शन है जो एंटीना पर उत्पन्न होता है डायइलेक्ट्रिक या कंडक्टर में करंट जो एंटीना की रेडिएटिंग सतह पर रेडिएट करती हैं क्या करंट उत्पन्न हो रही हैं वह नुकसान की बात है अब व्हीलर ने सुझाव दिया कि छोटे एंटीना मान लें कि मेरे पास एक एंटीना है अब आप एंटीना के ऊपर एक मैटालिक शील्ड लगाते हैं उन्होंने इसे कैप कहा क्योंकि अगर आपके पास एक प्लैनर स्ट्रक्चर है तो कैप एक स्फीयर हेमिस्फीयर की तरह कुछ होगी आप उस पर एक कैप लगाते हैं तो क्या होगा रेडिएशन बंद हो जाएगा लेकिन उसकी धारणा यह है कि नुकसान समान रहेगा अब वह क्या मान रहा है कि यह पर्याप्त रूप से बड़ा है यह एक ऐसी मैटल है जिसका एंटेना करंट के बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं है और यह मैटल है अब यह वास्तव में सच नहीं है लेकिन छोटे एंटेना के लिए लोगों को पता चला है कि यह एक प्रतिशत भी ऐरर नहीं है तो अब आप इस मैटल कैप के साथ रेडिएशन इनपुट इम्पीडेंस रेडिएशन भाग एक को मापते हैं इसलिए जब यह मैटल कैप के साथ होता है तो आप रेडिएशन प्राप्त कर रहे हैं इस इनपुट इम्पीडेंस में केवल इम्पीडेंस शामिल होगा और जब आप इस मैटल को निकाल रहे हैं और इसे फिर से मापेंगे तो आप पाएंगे कि यह वास्तव में दोनों रेडिएशन रेजिस्टेंस के साथ साथ नुकसान भी होगा तो आप नुकसान का पता लगा सकते हैं यही विचार है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मूल रूप से व्हीलर ने सिफारिश की थी कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस को लैम्ब्डा बटा 2 pi होना चाहिए अब इसे व्हीलर कैप कहा जाता है बाद में लोगों ने इस चीज को मॉडिफाई भी किया है लेकिन मैं इस मेथड का एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा इसलिए ऐसा किया जाता है कि आप देखते हैं किसी भी एंटीना में एक फ़ीड है फिर उसके बाद हम मान रहे हैं कि नुकसान रेजिस्टेंस है यह एंटीना यहाँ से शुरू हुआ है फ़ीड के बाद लाइन एंटीना शुरू किया तो एंटीना मॉडल क्या है यह एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें LCR है और यह नुकसान रेजिस्टेंस नुकसान है तो यह R रेडिएशन रेजिस्टेंस और नुकसान रेजिस्टेंस दोनों को समाहित करता है अब मापें रिटर्न लॉस क्या है इसलिए कैप के साथ आपको कुछ ऐसा मिलेगा और बिना कैप यह तो यहां से आप यह पता लगा सकते हैं कि कैप के बिना क्या नुकसान है जिसे Lr कहा जाता है और ये आप देखते हैं कि एक गैर रेजोनंट पॉइंट पर वास्तव में एंटीना रेडिएट नहीं कर रहा है तो यह वास्तव में नुकसान रेजिस्टेंस Lr है यहाँ स्पष्ट रूप से इन दो फ्रीक्वेंसीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन इससे बात नहीं बदलती है तो इस डायग्राम और इस Lr की मेजरमेंट से वह अब जानता है कि Lr क्या है Lr अभी तक वास्तव में केवल नुकसान की वजह से मतलब है और Lr का मतलब है कि यह कैप के साथ है इसका मतलब है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस के साथ इसलिए हम हमेशा लिख सकते हैं कि Rs क्या है जो सर्किट में दिखाया गया था इसका मतलब है कि इनपुट इम्पीडेंस का कुल रेजिस्टिव भाग जिसे हमेशा Zc 1 प्लस ρres बटा 1 माइनस ρres के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Zc फ़ीड लाइन की विशेषता इम्पीडेंस है फीडिंग स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन लाइन ये अंत से हैं इसका मूल्य क्या है क्योंकि वास्तव में हमने Lr को मापा है तो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के मेग्नीट्यूड भाग का क्या संबंध है यह आप आसानी से पता लगा सकते हैं यह Lr माइनस Lr far बटा 20 है तो Rs Rs क्या है सीरीज रेजोनंट सर्किट का रेजिस्टेंस पहले से ही आपने दिखाया है कि ohm में फीड लाइन की Zc विशेषता इम्पीडेंस रेजोनंट सर्किट के ρres वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट डायमेंशनलेस Lr res रेजोनंट फ्रिक्वेंसी रिटर्न लॉस में रिटर्न लॉस इसीलिए इसे Lr res और Lr far रेजोनेंस से दूर रिटर्न लॉस कहते हैं इसका मतलब है कि रेजोनेंस से दूर कोई रेडिएशन रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए यह मूल रूप से dB में रेजोनेंस से दूर होने वाले नुकसान के कारण है तो अब रेडिएशन एफिशिएंसी ηr क्या होगी आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपने माइनस Ls बटा 10 Rs2 से देखा है इसलिए मुझे दो मापों के कारण दो Rs मिले हैं इसलिए Rs2 माइनस Rs1 बटा Rs2 ये Rs मैं दो प्रयोग कर रहा हूं एक कैप के साथ है एक कैप के बिना तो Rs2 कैप के बिना है और Rs1 कैप के साथ है तो वास्तव में आप यह कह सकते हैं कि जब केवल Ls मौजूद होता है तो हम कह सकते हैं कि Ls Lr far बटा 2 के बराबर है क्योंकि उस समय केवल Lr होता है तो वोल्टेज का आधा हिस्सा होगा नुकसान का आधा भाग Ls में होगा इसलिए यह व्हीलर कैप चीज है तो इसके द्वारा आप रेडिएशन एफिशिएंसी पा सकते हैं और एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं वह है इम्पीडेंस मेजरमेंट तो हमारे पास पहले के कक्षाओं में भी है बुनियादी भवन ब्लॉकों में हमने कहा है कि VSWR को कैसे मापें इसके द्वारा एंटीना के इम्पीडेंस को कैसे मापें यह एक अंतिम चीज है इम्पीडेंस मेजरमेंट फिर से मैं इसका उल्लेख करता हूं मेरे पास एक जनरेटर है यह डायग्राम हमने पहले देखा है फिर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जो जा रही है और फिर 'a' है यह एंटीना से जुड़ा है जो कि हमारा 'ab' पॉइंट था और यह हमारा एंटीना है तो इम्पीडेंस जो यहां से दिखाई देती है यह ट्रांसमिशन लाइन है तो यहां एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट होगा और मुझे यह कहने दें कि Pincident यहां जाने वाली पावर है और जाहिर है कि यह एंटीना लोड किया गया है तो एंटीना में एक प्रतिक्रियाशील हिस्सा होता है इसलिए विशेषता इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक वास्तविक चीज है तो एक रिफ्लेक्शन होगा यह Preflected है इसलिए यह सब है इसलिए मैं हमेशा Pincident बटा Preflected लिख सकता हूं यह एक वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है तो यह Zantenna माइनस Zc स्क्वायर के बराबर है ये सभी ज्ञात एक्सप्रेशनस हैं बस इसे पुनरावृत्ति करने के लिए और यह हमेशा VSWR माइनस 1 बटा VSWR प्लस 1 पूरे स्क्वायर से संबंधित हो सकता है यह आप सभी जानते हैं इसलिए मूल रूप से आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि इन ट्रांसमिशन लाइन तकनीकों से VSWR क्या है और आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि यह वह मेग्नीट्यूड है जो हम प्राप्त कर रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट खोजने के लिए मेग्नीट्यूड के अलावा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का एक चरण भी होना चाहिए इसलिए यह एंटीना टर्मिनल पर वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है अब VSWR इनपुट द्वारा एंटीना टर्मिनल है अब आम तौर पर आप देखते हैं कि अगर मुझे VSWR पता है तो मुझे एंटीना मिल सकता है क्योंकि Zc ज्ञात है तो इम्पीडेंस माप का मतलब मुझे VSWR को मापना होगा लेकिन VSWR माप मुझे इम्पीडेंस का केवल वास्तविक हिस्सा देगा कांपलेक्स हिस्सा होने के लिए मुझे इस चरण को भी मापना होगा तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक एक करके कैसे कर सकते हैं तो पहला कदम है आप VSWR को मापते हैं जिसे आप जानते हैं कि आप जिस एंटीना टर्मिनल को मापते हैं उस पर आप एक चीज और VSWR को जोड़ सकते हैं फिर वहाँ से आप इस फार्मूला द्वारा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के मेग्नीट्यूड को निर्धारित करते हैं फिर आप ताऊ के चरण का निर्धारण करते हैं आप नहीं ताऊ के चरण को कैसे करेंगे कैसे तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन में अब आप देखते हैं कि अगला वोल्टेज मैक्सिमा या मिनीमा कहां है आम तौर पर हम ज्ञात कारणों से मिनीमा को पसंद करते हैं मैंने पहले ही NPTEL लेक्चर में पहले ही समझाया है तो आप निकटतम मिनीमा को मापें अब यदि यह बहुत छोटा है तो आप निकटतम मिनीमा के कुछ इंटीग्रल मल्टीपल को लेते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि एंटीना टर्मिनल से मिनीमा की दूरी xn है तो फिर हम जानते हैं कि यह गामा 2 βxn प्लस माइनस 2n माइनस 1 pi होगा जहां मुझे लगता है कि nth मिनिमा मुझे मिल रहा है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 4 pi बटा 𝛌g xn प्लस माइनस 2n माइनस 1 pi और जहाँ n 1 2 3 आदि के बराबर है जो भी हमें प्राप्त होता है तो अब आपको यह मिल गया है इसका मतलब है आपको मूल रूप से यह कांपलेक्स मात्रा शब्द मिल गया है तो इम्पीडेंस कैसे खोजें तो अगला चरण एंटीना का इनपुट इम्पीडेंस है जिसे पहले कई बार आप Za बुला रहे हैं अब मैं Zantenna कह रहा हूं जो Zc 1 प्लस ताऊ बटा 1 माइनस ताऊ है तो यह है कि Zc 1 प्लस ताऊ मेग्नीट्यूड ई पावर जे गामा बटा 1 माइनस ताऊ मैच्योर ई पावर जे गामा तक यही सब है तो इसके द्वारा आप एंटीना इम्पीडेंस पाएंगे तो ये काफी मुख्य पैरामीटर हैं जो हम मापते हैं तो कोई भी किसी भी एंटीना के साथ माप सकता है इम्पीडेंस क्या है गेन क्या है डायरेक्टिविटी क्या है रेडिएशन एफिशिएंसी क्या है पैटर्न क्या है और 3 dB बीमविड्थ क्या है इसलिए मुझे लगता है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि इस ज्ञान के साथ आप अब विभिन्न एंटेना ज्ञात एंटेना अज्ञात एंटेना को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप विभिन्न एंटेना को सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके अलावा आप विभिन्न एंटेना को माप सकते हैं आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपकी मदद करेगा जब भी एंटीना आपके प्रोफेशनल जीवन में आता है तो आप इससे डरेंगे नहीं बल्कि आप एंटेना का एनालिसिस सिंथेसिस मेजरमेंट आदि का पता लगाना पसंद करेंगे धन्यवाद